स्वागत है छात्रों पिछले व्याख्यान में हम कैश फ्लो स्टेटमेंटसे हैं तो इन 3 गतिविधियों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस बात पर प्रकाश डालना होगा कि कितना कैश परिचालन का हमें नकद के स्रोतों को सत्यापित करना होगा ताकि हमें यह पता लगाने में मदद मिल सके कि आय विवरण के बारे में बात की फिर मैंने एक फर्म की लिक्विडिटी में निवेश किया जा सकता है यदि नकद को निष्क्रिय रखा जाता है तो यह लागत का कारण बनता है उस लागत से बचने के लिए हम नकद राशि के रूप में कुछ राशि रखते हैं जिसे शुद्ध लिक्विडिटी में निवेश किया जाए ताकि आय और रिस्क दोनों को प्रबंधित किया जा सके उदाहरण के लिए ट्रेजरी बिल सिक्योरिटीज के रूप में भी कहा जाता है इसलिए आंशिक रूप से हम नकद को ट्रेजरी बिल कम प्रतिफल दे सकती हैं और अंततः प्रतिफल की वांछित राशि प्राप्त की जा सकती है तो नकद प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज करने के लिए प्रबंधित किया जाना चाहिए आज की कक्षा में मैं नकद सुविधाओं के बारे में चर्चा करूंगा हमारे पास दो व्यापक कैश मैनेजमेंट मॉडल हैं एक निश्चित मॉडल है जो हमें एक प्रोफेसर WJ Baumol द्वारा दिया गया है एक और मॉडल कहा जाता है सर्टेंटी मॉडलके बारे में विचार कर सकते हैं तो कैश मैनेजमेंट में दोहराया इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि अब हमारे पास तैयार या कच्चे माल की इन्वेंट्रीकहा जाता है इस सर्टेंटी है या उपयोग करने योग्य नहीं है या बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है इसके कई अन्य गुण हैं हम इस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं यदि मॉडल की कुछ मान्यताएँ किसी भी फर्म के लिए सच है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसर WJBaumol द्वारा दिए गए इस सर्टेनिटी मॉडल का पोर्टफोलियो है उनका कहना है कि फ़र्म हमेशा नकद के रूप में कैश नहीं रखते हैं निजीजैसी कोई चीज नहीं हो सकती है प्रभावी रूप से प्रबंधित व्यवसाय में जो सार्वजनिक या निजी संगठन हो सकते हैं हम उम्मीद करते हैं कि कैश मैनेजमेंटमें निवेश किया जाता है तो कैश मैनेजमेंट करती हैं उनकी जो दूसरी धारणा है वह हैं समान रूप से विभाज्य सिक्योरिटीजको खरीदना होगा तो 100 गुणा 100 से 10000 रुपये होगा इसी तरह अगर एक सिक्योरिटी 10 रुपये के लिए है तो आपको बाजार से 1000 सिक्योरिटीज को खरीदना होगा उनकी दूसरी धारणा कभी कभी सही नहीं हो सकती है क्योंकि बाजार में सिक्योरिटी की कीमतें समान रूप से विभाज्य नहीं हो सकती हैं जब हम पोर्टफोलियो के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास ऐसी सिक्योरिटीज नहीं हो सकती हैं जो हमेशा समान रूप से विभाज्य अधिकार में हैं लेकिन अभी भी उन्होंने धारणा बना ली है तीसरी धारणा है प्रत्येक लेनदेन का एक फिक्स्ड कॉस्ट को नकद में परिवर्तित करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि उन लोगों के लिए लागत होता है जो फर्म में काम कर रहे हैं और नकद को संभाल रहे हैं जब हमें सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना होता है तो हमें दलालों को ढूंढना पड़ता है और हमें दलालों के कमीशन का भुगतान करना पड़ता है फिर जो लोग कैश डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका वेतन भी चुकाना होगा तो कुछ न्यूनतम लागत है जो निश्चित रहती है जो दलालों के कमीशन या नकद रूपांतरण या वेतन की लागत हो सकती है इसलिए हम मानते हैं कि जब आप बाजार में सिक्योरिटीज को नकद में बदलते हैं और नकद को सिक्योरिटीज में परिवर्तित करते हैं तो एक निश्चित लेनदेन लागत होती है यदि आपके पास अधिशेष नकद है तो यह एक और महत्वपूर्ण धारणा है मुझे लगता है कि यह विश्वसनीय और यथार्थवादी धारणा है अगली धारणा यह है कि आवधिक अंतराल पर नकद की कुल मांग का ज्ञात होना यह धारणा पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती है क्योंकि नकद की मांग में उतार चढ़ाव बना रहता है मुझे लगता है कि यह धारणा भी उचित नहीं है इसलिए अब तक हमने 4 मान्यताओं पर चर्चा की है पहला सही है जो कि बाजार में आने वाली मार्केटेबल सिक्योरिटीज है लेकिन दूसरा जो समान रूप से विभाज्य सिक्योरिटीज है और चौथा है जो कि आवधिक अंतराल पर नकद की कुल मांग ज्ञात होना इसमें कुछ संदेह है लेकिन हमें इन सभी मान्यताओं को सच मान लेना है और इस मॉडल की मदद से कैश बैलेंस की गणना करना सीखना है एक और धारणा है कि नकद आवश्यकताओं को स्थिर रखा गया है इसका मतलब समय अंतराल के बावजूद जो 1 सप्ताह या 15 दिन या 1 महीना हो सकता है साप्ताहिक आवश्यकताएं या पाक्षिक आवश्यकताएं या फर्म की नकद की मासिक आवश्यकताएं समान हैं यह भी 100 सत्य नहीं है क्योंकि आपकी आवश्यकताओं में उतार चढ़ाव होता रहता है कभी कभी आपको 50 लाख रुपये की आवश्यकता हो सकती है कभी कभी आपको 40 लाख रुपये की आवश्यकता होती है कभी कभी आपको 60 लाख रुपये की आवश्यकता होती है यह अधिक या कम हो सकता है 100 समान नहीं इसलिए हमें यह मान लेना होगा कि नकद की जरूरतें स्थिर हैं तभी हम इस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं दूसरी अंतिम धारणा यह है कि फर्म नकद की भरपाई के लिए निश्चित अंतराल बेचता है वह कहते है कि आपकी नकद आवश्यकताएं स्थिर हैं और कोई भी समय की अवधि में नकद की कुल आवश्कताओ का ज्ञान हैं तो इसका मतलब है कि अगर साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक आवश्यकता तय है तो वार्षिक आवश्यकता भी तय है क्योंकि वार्षिक आवश्यकता मासिक आवश्यकता गुणा 12 है इसलिए आपकी वार्षिक आवश्यकता निर्धारित है आवश्यकता के स्थिर होने पर हम गणना कर सकते हैं कि आपको कितनी नकद को सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज को समय की अवधि में नकद में बदलना है इसलिए हम समय समय पर नियमित रूप से सिक्योरिटीज को नकद और नकद में भौतिक सिक्योरिटीज में बदल सकते हैं इसका मतलब है कि सब कुछ निश्चित है और यह सब कुछ पहले से ही ज्ञात है जो 100 प्रतिशत स्वीकार्य नहीं है लेकिन पूरी तरह से अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है इसलिए यह फिर से एक बहुत मान्य धारणा है अंतिम धारणा है निष्क्रिय नकद में ओप्पोरचुनिटी कॉस्ट होती है हम नकद को कैश के रूप में रखते हैं क्योंकि इसमें अवसर की लागत होती है क्योंकि यह कुछ भी नहीं कमा रही है इस नकद को बाजार में निवेश करने पर इससे हमें कुछ अर्जित होगा इसलिए यदि हम उस नकद के उस हिस्से को निवेश करते हैं जिसकी फर्म में आवश्यकता नहीं है तो निश्चित रूप से अवसर लागत से बचा जा सकता है और बाजार से हमें कुछ रिटर्न मिल सकते हैं तो यह धारणा बहुत स्वीकार्य है अगली बात यह है कि Baumol के मॉडल का केंद्र बिंदु क्या है Baumol के मॉडल का केंद्र बिंदु नकद का ऑप्टिमम बैलेंस क्या होना चाहिए हमने पहले ही चर्चा की है कि फर्म को कार्यशील पूंजी प्रबंधन के इष्टतम स्तर पर बनाए रखना चाहिए इसका मतलब है कि वर्तमान संपत्ति का स्तर 0 से नीचे नहीं लाया जाना चाहिए लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए सभी करंट एसेट्स का पता लगाया जाए जो न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है ताकि फर्म अपनी लिक्विडिटी बनाए रखा जाए जो न तो अधिक है और न ही बहुत कम है इसलिए हम इस मॉडल को सीखते हैं और फिर हम मॉडल की कुछ सीमाओं के बारे में बात करेंगे पहले यह समझते हैं कि यह मॉडल कैसे काम करता है और Baumol ने इस मॉडल को कैसे लागू करने की कोशिश की है जब आप इस मॉडल को लागू करने के बारे में सोचते हैं तो आपको एक संरचना तैयार करनी होगी Baumol ने एक संरचना तैयार की है जो EOQ मॉडल के समान है शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि Baumol ने इन्वेंटरी मैनेजमेंट के EOQ मॉडल की अवधारणा को लागू किया है तोयहाँ एक ही चीज़ और एक ही संरचना का उपयोग Baumol द्वारा किया जाता है इसलिए हम यह भी सीखेंगे कि नकद के ऑप्टिमम बैलेंसका EOQ मॉडल EOQ मॉडल में हम Y एक्सिस पर कैश और एक्स एक्सिस पर पर टाइम लेते हैं यह मॉडल आरी की तस्वीर जैसा दिखता है O से शुरुआत होता है जोकि न्यूनतम कैश है C उच्चतम कैश है और C 2 एवरेज कह सकते हैं जिसे आप कह सकते हैं कि यह C 2 है आम तौर पर हम C की राशि नकद रखते हैं जो कि 0 से C के बीच में होती है जब हम नकद का उपयोग करना शुरू करते हैं तो यह नीचे आती है और 0 तक पहुंचती है हमारे पास जो भी नकद थी हमने उसका उपयोग किया और अब हमारे पास कोई नकद उपलब्ध नहीं है इसलिए हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचते हैं और उन सिक्योरिटीज को नकद में परिवर्तित करते हैं इसका मतलब है जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमारे पास नकद की C राशि होती है और फिर हम नकद का उपयोग करना शुरू करते हैं इस अवधि के दौरान भुगतान प्राप्तियों से अधिक होता है इसलिए हमारा कैश बैलेंस लाते हैं इस प्रकार हम नकद का उपयोग करते हैं और इसकी भरपाई करते हैं इस प्रकार यह चलता रहता है C2 वह नकद है जो हर समय नकद के रूप में पास में रहता है इसे एवरेज कैश बैलेंस की अवधारणा है हम यहां पर एवरेज कैश बैलेंस देते हैं

जैसा कि हम आर्डर कहा जाता है यह कोई नई बात नहीं है यही बात EOQ मॉडल में भी की गई है लेकिन EOQ मॉडल में री ऑर्डरिंग कम हो जाएगा कितनी जल्दी हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज रखने का कोई मतलब नहीं है इसलिए जब यह C होता है तो हम इसका उपयोग तब तक करते रहते हैं जब तक कि यह शून्य न हो जाए जब यह यहाँ आता है तुरंत हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होता है हमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जिसे हम हर समय चाहते हैं तो यह C क्यों है C का अर्थ है नकद का ऑप्टिमम बैलेंस है क्योंकि C पर नकद को बनाए रखने की कुल लागत न्यूनतम है यह इससे कम नहीं हो सकता है आप नकद केऑप्टिमम बैलेंस जब हम इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर देते हैं तो हम लागत का भुगतान करते हैं क्योंकि ऑर्डर को रखने की कुछ निश्चित लागत है और फिर आपको ऑर्डर भेजना होगा और फिर सुनिश्चित करना होगा कि ऑर्डर बाहर तक पहुंचे तो हम मानते हैं कि ऑर्डर देने की एक निश्चित लागत है जिसे ऑर्डरिंग कॉस्ट है जहां आपको इन्वेंट्री रखने की लागत का भुगतान करना पड़ता है उदाहरण के लिए चौकीदार के वेतन इन्वेंट्री और अन्य गोदाम खर्चों के कारण भुगतान की गई ब्याज की राशि इसलिए अगर इन्वेंट्री की मात्रा अधिक है तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट अधिक है लेकिन रिवर्स हो रहा है अर्थात यदि आपके द्वारा रखी जा रही इन्वेंट्री की मात्रा कम है तो आपको बार बार इन्वेंट्री को ऑर्डर करना होगा उदाहरण के लिए एक मामले में अगर आप इन्वेंट्री की 100 यूनिट रख रहे हैं और दूसरे मामले में आप इन्वेंट्री की 1000 यूनिट रख रहे हैं जिसमें आप इन्वेंट्री की 100 यूनिट रख रहे हैं तो यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको फिर से ऑर्डर देना होगा इसलिए जब एक साल या एक महीने में कई ऑर्डर लगाए जाएंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी दूसरी तरफ यदि आप अधिक मात्रा में इन्वेंट्री धारण कर रहे हैं तो आपकी होल्डिंग लागत बढ़ जाएगी यह आपकी ब्याज लागत में वृद्धि होगी Baumol मॉडल के साथ भी ऐसा ही है जब Baumol ने मॉडल लागू किया तो उसने ट्रांसेक्शन कॉस्ट को इन्वेंट्री में ऑर्डरिंग कॉस्टordering cost का स्थान माना है इन्वेंटरी मॉडल करें दूसरी लागत वह कहते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट बहुत अधिक है आप डर के कारण बाजार में उस नकद का निवेश नहीं कर रहे हैं या शायद आप नहीं जानते कि कैश मैनेजमेंट है यदि आप कैश की उच्च इन्वेंटरी रखते हैं तो आपकी ओप्पोरचुनिटी कॉस्टबढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि हमें एक बिंदु का पता लगाना होगा जहां कुल लागत न्यूनतम है तो आप कहते हैं कि यह इस कार्यवाही की होल्डिंग कॉस्ट राशि या कैश का संतुलन क्यों है यदि आप C से बिंदु C1 तक कैश बैलेंस के साथ प्रतिच्छेद करती है और इसे कैश की C राशि कहा जाता है और यह वह है जो हमें पता लगाना है और यह नकद की C राशि है Baumol कह रहा है कि यह नकद की C राशि है जिसे हम सामान्य रूप से अपने पास रखते हैं क्योंकि इस नकद शेष राशि की लागत ऑप्टिममको नकद में बदलने के लिए बेचते हैं इसलिए मुझे लगता है कि आप अब तक समझ गए होंगे कि कैश मैनेजमेंट की अवधारणा को कैसे लागू किया जाए तो यह मूल मॉडल है जिस पर हमने अब तक कि कक्षा में चर्चा की है मैं अगली कक्षा में इस मॉडल को कैसे लागू किया जाए इस पर चर्चा करूंगा